फीड फॉरवर्ड कंट्रोल अनुपात कंट्रोल शब्द संग्रह कंट्रोलर फीडबैक कंट्रोल तापमान त्रुटि कंट्रोल इनपुट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल नियम शुभ दोपहर और इस पाठ्यक्रम के 14वें पाठ मैं आपका स्वागत है आज हम लोग फीड फॉरवर्ड कंट्रोल और अनुपात कंट्रोल के बारे में देखेंगे अभी तक हम लोगों ने हमेशा क्लासिकल कंट्रोल संरचना के बारे में देखा था लेकिन आज हम कुछ और कंट्रोल संरचनाओं को देखेंगे जो मूल रूप से सिद्धांतों में अलग हैं इससे पहले हमें इस पाठ के निर्देशात्मक उद्देश्यों पर एक नज़र डालनी है इस पाठ को सीखने के बाद छात्र फीडबैक नियंत्रण पर फ़ीड फ़ॉरवर्ड कंट्रोल के एक लाभ और एक नुकसान का वर्णन करने में सक्षम होंगे फीडबैक कंट्रोल का एक मूलभूत नुकसान है जो इस फीड फॉरवर्ड कंट्रोल द्वारा दूर कर दिया जाता है और दूसरी तरफ फीड फॉरवर्ड संरचना का भी कुछ नुकसान है जोकि फीडबैक कंट्रोल द्वारा दूर कर दिया जाता है इसलिए हम इन दोनों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे और हमें एक दिए गए कंट्रोल समस्या के लिए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप संरचना बनाने मैं सक्षम होना चाहिए और जैसा कि मैंने अभी कहा है कि फ़ीड फॉरवर्ड कंट्रोल का कुछ लाभ है इसके कुछ नुकसान भी हैं इसलिए सर्वोत्तम परिणामों के लिए किसी को फीड फ़ॉरवर्ड कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल दोनों को एक कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन में उपयोग करना चाहिए इसलिए हम देखेंगे कि ऐसे लूप कैसे बनाएं और अंत में हम एक विशेष प्रकार की नियंत्रण समस्या पर एक नज़र डालेंगे जो विभिन्न तापीय और रासायनिक प्रक्रियाओं में बहुत आम है जिसे अनुपात नियंत्रण कहा जाता है जो कि फीडबैक फ़ॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन के समान है इस प्रकार ये हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं तो अब हम पारंपरिक फीडबैक कंट्रोल संरचना पर नजर डालते हैं इसलिए जैसा कि हमने देखा है यह एक अच्छी तरह से ज्ञात संरचना है जहाँ आपके पास सेट पॉइंट है इसलिए यह सेट पॉइंट है और यह फीडबैक है और यहाँ आपके पास त्रुटि है यह आपका कंट्रोलर है यह कंट्रोल इनपुट u है जो प्लांट में जाता है यह प्लांट है जो आउटपुट का उत्पादन करता है जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि प्लांट में बाधाओं के कई स्रोत हैंये वे अन्य कारक हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं और आउटपुट को भी प्रभावित करते हैं यह न केवल U है जो आउटपुट को प्रभावित करता है बल्कि अन्य कारक भी हैं जो आउटपुट को प्रभावित करते हैं और जो हमारे नियंत्रण से परे हैं आमतौर पर ऐसे कारक को हम बाधाएं कहते हैं तो हमने यह भी देखा है कि कभी कभी हम फीडबैक कंट्रोल संरचना को इस्तेमाल करके बाधाओं को दूर करना चाहते हैं और हमने देखा है कि फीडबैक कंट्रोल संरचना के द्वारा इन बाधाओं को दूर करना संभव भी है लेकिन सिर्फ स्टेडी स्टेट मामलों में आमतौर पर फीडबैक कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बाधाओं से निपटने में बहुत कारगर नहीं होता है और यही फीडबैक कंट्रोल का मूलभूत नुकसान है जिसके लिए आम तौर पर फीड फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो फीडबैक कंट्रोल का प्रमुख कमी यह है कि सेट प्वाइंट में बदलाव के लिए तो कंट्रोल क्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन लोड डिस्टरबेंस में बदलाव के लिए नहीं तो यह सेट प्वाइंट में किसी बदलाव के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देता है लेकिन बाधाओं में बदलाव के लिए नहीं हम लोग देखेंगे कैसे तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप फीडबैक लूप को देखें तो चलिए फीडबैक लूप को फिर से देखते हैं तो आइए हम पारंपरिक फीडबैक कंट्रोल संरचना को देखें जिसका हमने हर समय अध्ययन किया है तो यह निर्धारित बिंदु है और यह फीडबैक है और यह त्रुटि है यह कंट्रोल इनपुट u है यह आउटपुट y है और यह बाधा d है हमने इन सभी को देखा है अब ऐसा होता है कि जब फीडबैक कंट्रोलर काम करता है तो यह अनिवार्य रूप से त्रुटि पर आधारित होता है इसलिए यदि त्रुटि बदल जाती है और जितनी राशि से त्रुटि बदलेगी तो नियंत्रण इनपुट उसी अनुसार बदल जाएगा तो अब हम देखते हैं कि यदि सेट पॉइंट में अचानक कोई परिवर्तन होता है तो तुरंत त्रुटि में उसके अनुरूप अचानक परिवर्तन होता है इसलिए सेट पॉइंट के जवाब में इनपुट तुरंत बदलना शुरू हो जाता है इसलिए फीडबैक कंट्रोलर सेट प्वाइंट मैं बदलाव के लिए प्रतिक्रिया देने में तेज होता है लेकिन क्या होता है जब बाधा के स्तर में बदलाव होता है उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक मोटर के कोणीय स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं जो गियरिंग आदि द्वारा अन्य पदों से संबंधित हो सकती है इसलिए यदि आप संरचना को देखते हैं तो क्या होता है कि एक विद्युत चुम्बकीय घुमाव बल है जो कंट्रोल इनपुट है एक लोड घुमाव बल है जो बाधा है तो लोड एक त्वरण उत्पन्न करता है इसलिए यह वास्तव में θ डबल डॉट उत्पन्न करता है यह इंटीग्रेशन के एक स्तर से गुजरता है और आपको θ डॉट देता है यह इंटीग्रेशन के दूसरे स्तर पर जाता है और θ देता है तो आप देख सकते हैं कि बाधा यहां से आती है और आउटपुट में बदलाव उत्पन्न करने के लिए दो बार इंटीग्रेशन से गुजरती है इसलिए चूंकि ये इंटीग्रेटर धीमे उपकरण हैं इसलिए अगर बाधा मैं स्टेप बदलाव होता है तो भी आउटपुट में स्टेप बदलाव नहीं होगा बल्कि आउटपुट धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा इसलिए अगर लोड घुमाव बल अचानक बढ़ जाता है तो थीटा धीरे धीरे कमेगा अब फीडबैक कंट्रोलर सिर्फ त्रुटि पर प्रतिक्रिया दे सकता है इसलिए अगर y मैं धीरे धीरे बदलाव होगा तो त्रुटि में भी धीरे धीरे बदलाव होगा इसलिए फीडबैक कंट्रोलर बाधा के स्तर के बढ़ने के कारण इनपुट को तुरंत बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि यह इनपुट को धीरे धीरे बदलेगाजिसका मतलब है कि गति काफी हद तक कम हो जाएगा और फिर फीडबैक कंट्रोल क्रिया धीरे धीरे सक्रिय होगी और तब इनपुट बढ़ेगा और फिर गति त्रुटि सही होगा मतलब गति त्रुटि लंबे समय तक बना रहेगा यह फीडबैक कंट्रोल का मूलभूत नुकसान है और यही वह नुकसान है जिसे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कम करने की कोशिश करता है तो फीडबैक कंट्रोल मैं यह कमी है कि सेट प्वाइंट में बदलाव के लिए कंट्रोल क्रिया तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन लोड डिस्टरबेंस मैं बदलाव के लिए नहीं इसलिए ऐसी प्रक्रियाओं में जहां आपके पास बड़ा टाइम कांस्टेंट या देरी है जिससे कि एक बाधा आखिरकार आउटपुट में प्रतिबिंबित होने में ज्यादा समय लेती है आपकी सुधारात्मक कार्रवाई में देरी हो जाएगी इसलिए विनियमन अप्रभावी होगा क्योंकि बड़ी त्रुटियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं तो यह समस्या है इसके कुछ साधारण उदाहरण है गति या स्थिति नियंत्रण में टोक़ गड़बड़ी जिसकी हमने अभी तुरंत चर्चा की हैं दूसरा है उदाहरण के लिए शीतलक पंप दबाव द्वारा तापमान नियंत्रण शीतलक पंप मैं दबाव में बदलाव शीतलक के प्रवाह को प्रभावित करेगा शीतलक के प्रवाह में बदलाव के कारण तापमान के बढ़ने या घटने में पोत की तापीय क्षमता भी शामिल रहती है इसलिए अगर शीतलक पंप में प्रवाह अचानक कम भी हो जाता है तो भी तापमान को कम होने में काफी समय लगता हैइसलिए शीतलक प्रवाह के लिए सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत सक्रिय नहीं हो पाती है अगर इसे फीडबैक कंट्रोल संरचना द्वारा किया जा रहा हो इसलिए हमारे पास फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है तो अब हम यह देखते हैं कि वास्तव में फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है क्या इसका मूल सिद्धांत यह है कि यहां आप लोड डिस्टरबेंस में बदलाव को मापते हैं फीडबैक कंट्रोल में लोड डिस्टरबेंस को नहीं बल्कि प्रक्रिया के आउटपुट को मापा जाता है लेकिन डिस्टरबेंस को आउटपुट को प्रभावित करने में समय लगता है इसलिए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में हमारा उद्देश्य होता है कि हम सीधे लोड डिस्टरबेंस को मापे यह संभव हो भी सकता है और नहीं भी और अगर यह संभव नहीं है तो आप फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का उपयोग नहीं कर सकते तो यह फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की उपयोगिता को उन परिस्थितियों तक सीमित कर देता है जहां बाधाओं को मापा जा सकता है और बाधाओं को कई परिस्थितियों में मापा जा सकता हैइसलिए अगर आप बाधाओं को माप सकते हैं तो आप इससे पहले कि यह आउटपुट को प्रभावित करें आप पूर्वानुमानित कार्रवाई कर सकते हैं ताकि त्रुटियां वास्तव में उत्पन्न ही ना हों तो यहां आपके पास एक प्रक्रिया है एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है और आप बाधा को मापते हैं और उसे वापस फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर मैं दे देते हैं तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर और रेफ़रेंस दोनों ही फीड में उपयोग किए जाते हैं इसलिए फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर इनपुट की गणना करने के लिए संदर्भ के मान के साथ साथ बाधा के मान का भी उपयोग करता है अब यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आपको एहसास होगा कि यह ओपन लूप कंट्रोल का एक रूप है यहां आउटपुट से कोई फीडबैक नहीं है बल्कि दो इनपुट्स को सेंस किया जाता है और एक कंट्रोल एक्शन प्रदान किया जाता है तो क्या हो रहा है इसलिए स्वाभाविक रूप से आपका मुआवजा वास्तव में अंतिम परिणाम पर आधारित नहीं है जो आप चाहते हैं इसका अर्थ है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बाधा में परिवर्तन होता है तो कितने बाधा परिवर्तन की कमी पूर्ति के लिए कितना इनपुट द्वारा देना है यह पहले से पता होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि अगर आप बाधा में दस प्रतिशत परिवर्तन करते हैं तो आपको इनपुट में पांच प्रतिशत परिवर्तन लागू करने की आवश्यकता है मान लीजिए कि पांच प्रतिशत वास्तव में छह प्रतिशत हो जाता है तो यह होगा कि आपने यहां जरूरत से ज्यादा भरपाई कर दी है और तब आउटपुट बना नहीं रह पाएगा लेकिन आपके पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि आप आउटपुट से फीडबैक नहीं ले रहे हैं इसलिए अनिवार्य रूप से फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की प्रभावशीलता सटीक रूप से यह जानने पर निर्भर करेगी कि सेट पॉइंट आउटपुट को कैसे प्रभावित करता है और बाधाएं आउटपुट को कैसे प्रभावित करती है दूसरे शब्दों में फीड फॉरवर्ड कंट्रोल द्वारा सटीक परिणाम उत्पन्न करने के लिए आपको प्रक्रिया मॉडल को बहुत सटीकता से जानना आवश्यक है और इसमें मॉडलिंग त्रुटि सीधे कंट्रोल त्रुटि में दिखाई देगा जबकि फीडबैक कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है और यह फीडबैक कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा है जिसके लिए इसे हर जगह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फीडबैक कंट्रोल काफी हद तक मॉडल पर निर्भर नहीं करता है यह मॉडल पर निर्भर करता है लेकिन चुकी आप वास्तव में आउटपुट को देख रहे होते हैं इसलिए आपको आमतौर पर प्रक्रिया मॉडल की बहुत सटीक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है यह फीडबैक कंट्रोल का मूलभूत फायदा है और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मूलभूत नुकसान तो अब इसे देखने के बाद अब हम यह समझते हैं कि हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं अब जैसा कि हमने कहा था फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को डिजाइन करने के लिए आपको एक मॉडल की आवश्यकता होगी अब मॉडल को प्राप्त करना कठिन है लेकिन उन कठिनाइयों के साथ भी स्टेडी स्टेट मॉडल प्राप्त करना वास्तव में थोड़ा आसान है तो इसलिए हम पहले यह देखते हैं कि स्टेडी स्टेट मॉडल के आधार पर हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जाहिर है यह कंट्रोलर हमें बाधाओं के लिए बहुत अच्छा ट्रांजियंट प्रतिक्रिया नहीं देगा लेकिन पहले कदम के तौर पर हमें यह देखना चाहिए कि स्टेडी स्टेट मॉडल के आधार पर एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं तो यहां एक प्रक्रिया है जहां हमारे पास एक टैंक है कुछ तरल है जो इसमें बह रहा है और इस इनलेट तरल का तापमान Ti है और यह आउटलेट प्रवाह F है और यह एक तापमान T है जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं और हम इसे कैसे बनाए रख रहे हैं हम इसे वाष्प वाल्व स्थिति के बजाए वाष्प वाल्व प्रवाह को बदल कर बनाए रख रहे हैं और सरलता के लिए हमने इसे इस u मैं बदलाव कर मॉडल किया है हम वास्तव में प्रक्रिया के ऊष्मा इनपुट मैं बदलाव कर सकते हैं तो प्रक्रिया मॉडल समीकरण क्या क्या है प्रक्रिया मॉडल समीकरण में आपके पास 2 मॉडल हैं एक है द्रव्यमान संतुलन जो कहता है कि यदि A टैंक का क्रॉस सेक्शन है और H ऊंचाई है तो dHdt जो टैंक का वॉल्यूमेट्रिक संचय दर है यह इनलेट प्रवाह दर और आउटलेट प्रवाह दर के अंतर के बराबर होना चाहिए दूसरा समीकरण ऊर्जा संतुलन है इसलिए यदि आप इस ρCp को इस तरफ गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि इनलेट एंथैल्पी है ρCpFi Ti हम इसे समझ सकते हैं कि यदि आप गुणा करते हैं तो आपको यहाँ एक ρCp मिलेगा इसलिए ρCpFiTi इनलेट तरल पदार्थ का इनपुट एंथैल्पी है यह आउटगोइंग तरल का आउटपुट एंथैल्पी है इसलिए जो कुछ भी शेष है वह इस कॉइल के माध्यम से अतिरिक्त हीट इनपुट है इसलिए यह इनपुट माइनस आउटपुट का शुद्ध योग है यह प्रक्रिया के तापमान को बढ़ाने की ओर जाएगा जो बहुत मानक है अब पहले सरलता के लिए मान लेते हैं कि Fi और F एक ही हैं वास्तव में Fi और F समान होंगेयदि आप समान स्तर पर बनाए रखना चाहते हैं तो एक और कंट्रोल लूप हो सकता है जो F को नियंत्रित करेगा इसे Fi के बराबर करने के लिए एक पंप का इस्तेमाल किया जा सकता है आप इस स्तर को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि एक ऐसा लूप मौजूद है और किसी तरह डिजाइन किया गया है तो जैसे ही हम यह कर देते हैं Fi F के बराबर हो जाता है इसलिए इस समीकरण का पहला पद Fi Ti - T हो जाता है क्योंकि Fi F है अब एक और स्थिति देखते हैं मान लीजिए हम चाहते हैं कि तापमान एकदम स्थिर रहे तो यहां बाधा क्या है यहां बाधा यह है कि उदाहरण के लिए अगर हम मान लेते हैं कि Fi और F स्थिर है तो यह भी एक बाधा हो सकती है लेकिन यह नहीं बदलता है इसलिए हम यहां इस बाधा में बदलाव को नहीं ले रहे हैं लेकिन Ti मैं डिस्टरबेंस चेंज हो सकता है मतलब इनलेट द्रव का तापमान बदल सकता है इसलिए यदि इसका तापमान बदलता है तो हमें क्या करना है हमें तापमान Q को हीट इनपुट Q में बदलना होगा ताकि यह T बना रहे यही हमारी कंट्रोल समस्या है और अब यदि हम फीडबैक नियंत्रण करते हैं तो यदि तापमान में परिवर्तन होता है तो फिर इसे पहले T को प्रभावित करना होगा और इसलिए हम मान लेते हैं कि T तब बदल जाएगा जब तरल का पूरा द्रव्यमान बदल जाएगा इसलिए T को बदलने मैं बहुत समय लगेगा क्योंकि इसे आयतन से मिश्रण करना होगा इसलिए इसके बदले हम मान लेते हैं कि अगर हम इस Ti को सेंस कर लेते हैंमान लीजिए हमने यहां एक तापमान सेंसर रखा हुआ है और एक कंट्रोलर रखें और इसे यहां से वापस फीड करें यहां से हम सेट प्वाइंट दे रहे हैं तो हम बाधा को चेंज कर रहे हैं और यह मेरा फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है और मैं इस इनपुट को यहां दे रहा हूं ओके यदि यह ऐसा है तो फिर Q के लिए कंट्रोल का नियम क्या होगा जिससे कि तापमान जिससे कि इस समीकरण के बाएं तरफ का पद 0 हो जाए जिसका मतलब है कि तापमान नहीं बढ़ेगा तो इन मामलों में यह होगा कि हमारे पास इस समीकरण के दाएं तरफ का पद 0 के बराबर है जिसका मतलब है कि T इसके बराबर है अब मैं यह चाहता हूं कि T T सेट प्वाइंट के समान हो जाए इसलिए T को T सेट प्वाइंट के समान रखने के लिए यह मेरा कंट्रोलर है तो यह मेरा अंतिम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल नियम है जो सेट प्वाइंट इनपुट लेता है डिस्टरबेंस इनपुट लेता है प्रक्रिया का एक मॉडल लेता है जिसमें ये सभी गुणांक शामिल होते हैं और एक आउटपुट का उत्पादन करते हैं जो इनपुट के रूप में संयंत्र में जाता है तो अब आप देखिए की अगर मैं द्रव के घनत्व के मान में कुछ त्रुटि करता हूं तो Q का मान तुरंत बढ़ जाएगा और तापमान Tsp के बराबर नहीं रहेगा तो यह हमारी समस्या है हालांकि हमने स्टेडी स्टेट मॉडल के आधार पर एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर डिजाइन किया है इसलिए आइए हम कंट्रोलर के बारे में कुछ टिप्पणी देखते हैं सबसे पहले कि कंट्रोलर की आवश्यकता नॉन लीनियर है क्योंकि आपके पास F T है इन सभी चीजों को एक साथ गुणा किया जा सकता है इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि यह लीनियर हो लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम हमेशा एक प्रक्रिया में नॉन लीनियर गणना कर सकते हैं इसे एक सटीक प्रक्रिया मॉडल की आवश्यकता होती है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है अगर आप किसी गुणांक में त्रुटि उत्पन्न करते हैं तो आप कंट्रोल में भी त्रुटि पाएंगे और इस स्टेडी स्टेट फीड को देखिएतो यह हो रहा है कि अगर आपके पास Ti में स्टेप इनपुट है तो Q मैं भी स्टेप बदलाव होगा लेकिन Q मैं एक स्टेप बदलाव टैंक के तापमान के ट्रांजियंट प्रतिक्रिया को ठीक इसी तरह प्रभावित नहीं करेगा मतलब यहां कुछ ट्रांजियंट हो सकता है जो तापमान की ट्रांजियंट प्रतिक्रिया से मेल नहीं खाएगा तो अगर आप इन प्रतिक्रियाओं को ट्रांजियंट स्तर पर भी बराबर करना चाहते हैं तो आपको फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर का डिजाइन गतिशील मॉडल के आधार पर करना चाहिए जोकि और भी कठिन है लेकिन आपको इसका मूल्य चुकाना ही होगा क्योंकि अब आप एक साधारण प्रक्रिया मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए ट्रांजियंट प्रतिक्रिया को सामान करने के लिए हमें एक गतिशील फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की आवश्यकता है जिसके लिए हमें एक सटीक गतिशील मॉडल की जरूरत है तो आइए अब हम एक साधारण उदाहरण देखते हैं तो अब हम एक गतिशील मॉडल पर आधारित फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर डिजाइन को देख रहे हैं तो फिर से उसी प्रक्रिया में उन्हीं समीकरणों का अगर आप लेप्लास ट्रांसफार्म लेते हैं तो आप इस तरह का एक मॉडल पाएंगे यहां यह ⍴ है यह टाइम कांस्टेंट 𝛕 है यह भी 𝛕 है यह प्रक्रिया का टाइम कांस्टेंट है प्रक्रिया का टाइम कांस्टेंट आमतौर पर प्रक्रिया के आयतन पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए अगर यह V है और अगर इनलेट प्रवाह दर Fi है तो टाइम कांस्टेंट VFi पर निर्भर करेगा ठीक हैइसलिए यह टाइम कांस्टेंट जोकि प्रक्रिया का एक गतिशील पैरामीटर है यही मॉडल को गतिशील बनाता है तो अब हमारे पास प्रक्रिया का एक गतिशील मॉडल है जिसे इस तरह दर्शाया जाता है तो अब अगर आप Tsps जोकि T सेट प्वाइंट s है s का मतलब है कि मैं गतिशील रूप से सेट पॉइंट के टाइम फंक्शन को वास्तविक तापमान के टाइम फंक्शन से मैच करना चाहता हूं तो अगर हम TTsp रखना चाहते हैं T Tsp का मतलब है अब हम T Tsp बनाना चाहते हैं मतलब समय के हर मान के लिए हम T Tsp रखना चाहते हैं इसलिए अगर हम इन्हें लेप्लास ट्रांसफार्म क्षेत्र में रखे हैं तो T Tsp के समान रहेगा तो अब पिछले समीकरण में T के स्थान पर यदि आप Tsp रखें और Q के लिए हल करें तो आपको यह समीकरण मिलेगा जो कि अब मेरा नया गतिशील फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का नियम है तो आप यहां देख सकते हैं कि सेट प्वाइंट बदलाव अब 11sτ से गुना हो गया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर आप सेट पॉइंट में अचानक कोई बदलाव करते हैं तो यह होगा कि इसे बहुत ही उच्च इनपुट की आवश्यकता होगी तो वास्तव में यह कंट्रोलर बहुत आसानी से साकार करने योग्य नहीं है और आप इस तरह के कमांड परिवर्तन नहीं दे सकते हैं इस तरह के कमांड परिवर्तन मैं सक्षम होने के लिए गणितीय रूप से यह ठीक है कि आप हमेशा समान कर सकते हैं लेकिन यह समीकरण आपको बताता है कि यदि सेट पॉइंट में कोई परिवर्तन हो रहा है और यदि आप चाहते हैं कि तापमान उसका सटीक रूप से अनुसरण करे तो आपको प्रक्रिया में एक आवेग इनपुट देना होगा जो स्पष्ट रूप से संभव नहीं है वहाँ एक्ट्यूएटर्स संतृप्त हो सकते हैं और प्रतिक्रिया का एहसास नहीं होगा लेकिन सेट पॉइंट में धीमी गति से परिवर्तन के लिए वास्तव में ये चीजें की जा सकती हैं इसलिए कभी कभी इसे कमांड प्री फिल्टरिंग कहा जाता है मतलब आप वास्तव में प्रक्रिया के सेट बिंदु को लागू करने से पहले एक प्री फिल्टर डालते हैं तो हाँ यह एक और अवलोकन है कि इस नियम को डिजाइन करने के लिए आपको गतिशील पैरामीटर 𝛕 की आवश्यकता हैऔर इस कंट्रोल नियम को स्टेप सेट पॉइंट्स के लिए लागू नहीं किया जा सकता है तो अगर आपके पास स्टेप जैसा सेट प्वाइंट है तो उसके लिए हम प्रायः एक कमांड प्री फिल्टर रखते हैं मतलब हम ऑपरेटर को सेट पॉइंट को सीधे प्लांट में देने की अनुमति नहीं देते हैं हम एक फ़िल्टर सामने रखते हैं ताकि भले ही वह सेट पॉइंट को वास्तविक रूप से दे लेकिन सेट पॉइंट जो प्लांट तक जाएगा वह धीरे धीरे उठेगा तो ऐसे में यह कंट्रोल इनपुट u संतृप्त नहीं होगा और आप इसे अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही सरल उदाहरण था कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को कैसे डिजाइन किया जाए तो अब हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की कुछ खामियों को देखते हैं यह नियंत्रण मॉडल सटीकता पर बहुत अधिक निर्भर है इसलिए हम क्या करते हैंहम वास्तव में दोनों का सर्वश्रेष्ठ चाहते हैंमतलब कि हम स्टेप और बाधाओं में बदलाव के लिए त्वरित प्रतिक्रिया कंट्रोलर चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते है कि हमारा कंट्रोल नियम महत्वपूर्ण रूप से मॉडल की सटीकता पर निर्भर करे और यदि मॉडल थोड़ा सा गलत है तो हमें कंट्रोल प्रदर्शन में त्रुटि मिलेगी इसलिए हमें यह करना होगा कि हम लोगों को फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर को फीडबैक कंट्रोलर के साथ मिलाना होगा ताकि हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ पा सकें तो आइए अब देखते हैं कि इसे कैसे किया जाए तो आइए इस समस्या को देखते हैं तो यहां क्या हो रहा है यह वही प्रक्रिया है ठीक है तो हमारे पास एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है इसलिए हमारे पास एक T सेट प्वाइंट है जो एक कमांड प्री फिल्टर से आ रहा है और Ti इस Fi मैं जा रहा है यह 𝛒Cp होना चाहिए और फिर हमें u मिल रहा है ठीक है लेकिन अब इसके साथ हम एक और लूप जोड़ रहे हैं इसलिए यह हिस्सा सामान्य फीड फ़ॉरवर्ड है जिसे हमने देखा हैयहां हम सेट पॉइंट दे रहे हैं बाधाओं को माप रहे हैं और अपने पुराने हिसाब से हम कंट्रोल इनपुट दे रहे हैं लेकिन अब कंट्रोल इनपुट के वास्तव में दो भाग हैं पहला भाग फीड फॉरवर्ड से आ रहा है और दूसरा भाग फीडबैक से आ रहा है इसलिए अब हम T को भी माप रहे हैं और इसे वापस सेट पॉइंट के साथ तुलना कर रहे हैं और त्रुटि उत्पन्न कर रहे हैं और फिर उसे एक PI कंट्रोलर के माध्यम से फीड कर रहे हैं इसलिए यह मेरा U फीडबैक है और यह मेरा U फीड फॉरवर्ड है तो अब यह हो रहा है कि मान लीजिए यहां इस पंक्ति में एक मॉडलिंग त्रुटि है यह पंक्ति शायद थोड़ी कम है इसलिए क्या होगा कि केवल फीड फॉरवर्ड के कारण कंट्रोल इनपुट थोड़ा कम होगा तो अगर यह थोड़ा कम होगा तो यह होगा कि यहां कुछ त्रुटि उत्पन्न होगी इसलिए कंट्रोल त्रुटि अब फीडबैक भाग द्वारा सेंस किया जाएगा और यह अतिरिक्त इनपुट प्रदान करेगा इसलिए मॉडलिंग त्रुटि के कारण अगर इनपुट कम होता है या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके अनुरूप सुधारात्मक कार्यवाही फीडबैक इनपुट द्वारा की जाएगी और फिर संपूर्ण इनपुट बिल्कुल ठीक रहेगा तो होगा यह कि फीड फॉरवर्ड से जो भी इनपुट आएगा वह बहुत तेजी से आएगा मॉडल त्रुटि के कारण सिर्फ थोड़ा इनपुट ही नहीं आ पाएगा और यह थोड़ा इनपुट फीडबैक द्वारा प्रदान किया जाएगा तो भले ही वह छोटा इनपुट धीरे धीरे आए सुधार बहुत तेजी से आएगा इसलिए आपको बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी और स्टेडी स्टेट में भी आपको फीडबैक सुधार के कारण कोई त्रुटि नहीं मिलेगी ठीक है इसलिए आपको दोनों का सर्वश्रेष्ठ मिलेगा इसलिए फीड फॉरवर्ड के साथ फीडबैक को संयोजित करने का मूल विचार यही है और यही कारण है कि फीडबैक को हमेशा फीड फॉरवर्ड के साथ जोड़ा जाता है शुद्ध फीड फॉरवर्ड लगभग कभी भी कहीं भी लागू नहीं होता है तो अब हम कुछ टिप्पणी कर रहे हैं पहला हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी करैक्टेरिस्टिक सिर्फ फीडबैक लूप पर निर्भर करता है जाहिर है क्योंकि फीड फॉरवर्ड एक तरह का ओपन लूप है इसलिए स्टेबिलिटी का यहां कोई सवाल ही नहीं है लेकिन कंट्रोल ऊर्जा अधिकांशतः फीड फॉरवर्ड से आती है क्योंकि आप चाहते हैं कि सभी सुधार जल्दी आए इसलिए आप फीड फॉरवर्ड के गेन को इस तरह समायोजित करते हैं कि U का अधिकतम भाग जिसकी सेट प्वाइंट में बदलाव के लिए या बाधाओं मैं सुधार के लिए जरूरत होती है विशेष रुप से फीड फॉरवर्ड से आए इसलिए अधिकांश ऊर्जा फीड फॉरवर्ड से आती है और सिर्फ फीड फॉरवर्ड में त्रुटि को फीडबैक कंट्रोल द्वारा सुधारा जाता है इसलिए कंट्रोल इनपुट जो फीडबैक से आ रही है वास्तव में बहुत कम होती है यही कारण है कि कभी कभी इसे फीडबैक ट्रिम भी कहा जाता है ओके तो हमने देखा कि यह एक तरीका है फीडबैक को फीड फॉरवर्ड के साथ जोड़ने का जोकि एक एडिटिव सुधार की तरह है एडिटिव सुधार का मतलब है आप पहले फीड फॉरवर्ड का उपयोग करते हैं और यदि कुछ बच जाता है तो उसके लिए एक फीडबैक ट्रिम देते हैं और उसे इनपुट में जोड़ देते हैं दूसरी ओर हम इसे थोड़े अलग तरीके से भी जोड़ सकते हैं उदाहरण के लिए हम यहां क्या कर रहे हैं कि हमारे पास सामान्य फीड फ़ॉरवर्ड है फिर से हम बाधाओं को माप रहे हैं यह फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर है और हम यहां फिर से वही स्थिति ले रहे हैं अब हम सिर्फ सेट प्वाइंट को सीधे प्लांट में नहीं दे रहे हैं पिछली बार हम सेट प्वाइंट को सीधे फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में दे रहे थे लेकिन अब सेट प्वाइंट फीडबैक कंट्रोल द्वारा प्रदान किया जा रहा है तो अब यह होगा कि वास्तव में अब फीडबैक कंट्रोलर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल को सेट प्वाइंट प्रदान करता है इसलिए यदि फिर से फीड फॉरवर्ड एक्शन द्वारा इनपुट सटीक ना हो तो T और T सेट प्वाइंट में कुछ अंतर होगा इसलिए T और Tsp के बीच में अंतर के कारण तुरंत कुछ त्रुटि उत्पन्न होगी और उस त्रुटि के कारण समतुल्य सेट प्वाइंट जोकि फीड फॉरवर्ड को दिया जा रहा था बढ़ जाएगा इसलिए फीडबैक कंट्रोलर लगातार एक ऑपरेटर की तरह ही रहेगा जैसे कि कोई ऑपरेटर होता है जो वास्तव में फीड फॉरवर्ड कंट्रोल परफॉर्मेंस को देखता है और धीरे धीरे सेट पॉइंट को तब तक बदलता रहता है जब तक कि तापमान सही न हो जाए इसलिए यहाँ वही किया जा रहा है फीडबैक कंट्रोलर तापमान को देखता है और यह त्रुटि के आधार पर फीड फॉरवर्ड के सेट पॉइंट को आगे बढ़ाता या घटाता रहता है जो उसके तदनुसार कंट्रोल इनपुट देता है इसलिए ये दो अलग अलग संरचना हैं जिसमें फीड फ़ॉरवर्ड कंट्रोलर को फीडबैक कंट्रोलर के साथ जोड़ा जा सकता है और यहाँ भी फीडबैक कंट्रोलर स्थिरता को प्रभावित कर सकता है वैसे तो हम स्थिरता के प्रश्न की गहराई से जाँच नहीं कर रहे हैं लेकिन जाहिर है कि फीडबैक कंट्रोलर स्थिरता को प्रभावित कर सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है यदि लूप अस्थिर हो जाता है तो यह तब समतुल्य Tsp वास्तव में दोलन कर सकता है और फिर पूरा लूप स्वाभाविक रूप से दोलन करेगा हालांकि हम यहां विस्तार से इसकी जांच नहीं कर रहे हैं स्थिरता जैसे प्रश्न का विश्लेषण करना आसान नहीं हैं